इस कक्षा में हम सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म को एक टेबल के रूप में परिचय देंगे और इसे कहा जाता है सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम का टेबुलर फॉर्म पिछली कक्षा में हमने जो देखा उसे कहा जाता है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का बीजगणितीय रूप अनिवार्य रूप से टेबुलर फॉर्म रूप और बीजगणितीय रूप समान हैं सिवाय इसके कि बीजीय रूप में हम समीकरणों को स्पष्ट रूप से लिखते हैं जैसा हमने किया था हम निरीक्षण करेंगे कि सारणी के रूप में हम तालिका के रूप में इन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए सारणीबद्ध रूप टेबुलर फॉर्म रूप की व्याख्या करने के लिए हम उसी उदाहरण पर विचार करते हैं जो स्लैक वेरियाब्लेस को जोड़ने के बाद 10X1 9X2 0X3 0X4 को अधिकतम 3X13X2X3 21 4X13X2X4 24 के अधीन करना है सभी चार चर 0 हैं इसलिए हमने सबसे पहले यह सिम्प्लेक्स टेबल की व्याख्या करने दें तो पहले हम एक टेबल बनाते हैं जहाँ हम वेरिएबल्स X1 X2 X3 लिखते हैं समस्या के चार चर हैं X1 X2 X3 और X4 तो मैं चर X1 X2 X3 लिखता हूं और X4 मैं इन चरों की औब्जैकटिव फ़ंक्शन मान 10 9 0 और 0 को इनसे भी ऊपर लिखता हूँ तो मैं सबसे पहले X1 X2 X3 X4 और लिख रहा हूं फिर मैं चार चर के ऊपर 10 9 0 और 0 लिखता हूं मैं यह बात यहाँ दाहिने हाथ की ओर RHS भी लिखता हूं अब मेरा पहला समीकरण 3X13X2X30X4 21 है इसलिए इस रूप में लिखा गया है 3X1 X1 के तहत X1 3X2 3 के तहत X2 1X3 1 के तहत X3 0X4 0 के तहत X4 और 21 के बराबर जो लिखा है दाहिने हाथ की ओर तो इस समीकरण को 3X13X2X30X421 के रूप में और दूसरा समीकरण को 4X13X20X31X424 पढ़ा जा सकता है तो यह 4X13X20X31X424 के रूप में लिखा जाता है इसलिए दो समीकरण को एक तालिका के रूप में इस तरह लिखा जाता है तो हमने क्या किया है हमने तालिका के इस भाग को देखा है पहले हमने इस तरह से एक तालिका बनाने के साथ शुरुआत की हम पहले इस रेखा को खींचते हैं और फिर आप इस रेखा को खींचते हैं और फिर आप कहते हैं कि X1 X2 X3 X4 चार चर हैं फिर आप इस रेखा को खींचते हैं फिर चार चरों के ऊपर आप औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 10 9 0 0 लिखते हैं तब आप दो समीकरण 3X13X2X30X421 4X13X20X31X424 इस तरह लिखते हैं अब बीजगणितीय विधि की तरह X3 और X4 को मूल चर के रूप में और X1 और X2 को गैर मूल चर के रूप में रख कर शुरू करना आसान है अब आप इस विचार को भी देख सकते हैं कि X3 और X4 अच्छे मूल चर हैं क्योंकि यदि आप इस समीकरण में X1 0 और X2 0 डालते हैं तो आपको X3 21 X4 24 मिलेगा उदाहरण के लिए यदि हम एक वही काम करते हैं अगर हम X1 X4 X1 X2 को गैर मूल चर मानते हैं तो हम 1X3 21 1X4 24 को हल करने का प्रयास कर रहे हैं अब आप ईडेंटिटी मैट्रिक्स देख सकते हैं जो X3 और X4 के नीचे है और दूसरा वहाँ नहीं है क्योंकि X1 और X2 0 हैं इसलिए ईडेंटिटी मैट्रिक्स सीधे X3 21 X4 24 एक ही समाधान देता है इसलिए हम मूल चर के रूप में X3 और X4 के साथ शुरू करते हैं इसलिए मैं यहाँ एक शीर्षक के तहत जिसे XB कहा जाता है जो मूल चरों के समूह को दर्शाता हैX3 और X4 लिख रहा हूँ तो X1 X3 और X4 मूलचर का सेट है जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं हम इसे खींचते हैं इस रेखा का विस्तार करते हैं हम इस रेखा को खींचते हैं और फिर हम कहते हैं X3 और X4 मूल चर हैं अब हम इसे इस तरफ थोड़ा बढ़ाते हैं और कुछ लिखते हैं जिसे CB कहा जाता है जो मूल चर के औब्जैकटिव फंकशन का गुणांक है तो X3 और X4 के गुणांक 0 और 0 हैं और इसलिए हम 0 और 0 लिखते हैं जो कि औब्जैकटिव फंकशन के गुणांक हैं फिर हम Cj माइनस Zj नामक कुछ लिखते हैं और अब मे इस Cj माइनस Zj की व्याख्या करता हु अभी j वेरिएबल का प्रतिनिधित्व करता है j 1 के बराबर है जो की पहला वेरिएबल X1 है j 2 के बराबर है और दूसरा वेरिएबल है और इसी तरह आगे भी तो Cj माइनस Zj जो भी मैं यहां लिखने जा रहा हूं वह C 1 माइनस z 1 है अब z 1 को मैं यहा एक डॉट प्रॉडक्ट या इस और इस के प्रॉडक्ट के रूप में परिभाषित करने जा रहा हु तो इस और इस के प्रॉडक्ट बन जाएगा जो 0 है वह आपका z 1 z 1 है क्योंकि यह चर X 1 के अंतर्गत है तो Z1 है जो 0 है X1 का औब्जैकटिव फ़ंक्शन गुणांक C1 है जो 10 है इसलिए C 1 माइनस z 1 10 0 हो जाएगा जो कि 10 है इसी तरह Z2 होगा जो 0 है C 2 9 है इसलिए C 2 z 2 9 0 जो 9 है z 3 जो 0 है और C 3 0 है क्योंकि X 3 का औब्जैकटिव फ़ंक्शन गुणांक 0 है इसलिए C 3 z 3 बन जाएगा जो 0 है इसी तरह से C 4 0 है Z 4 है जो 0 है इसलिए C 4 Z 4 0 है पर इस समय आप एक साथ बहुत सारे 0 मिल रहे है लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते हैं हम Cj Zj का महत्व देखेंगे या इस समय हमे Cj Zj इस पंक्ति को दोहराती प्रतीत होती है क्योंकि सभी Zj 0 हैं आगे हमारे पास ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां Zj नॉन 0 होंगे और Cj Zj की अलग अलग वैल्यू लेंगे सो हम इसे पूरा करते है हमने इस रेखा को खींचा होगा और फिर हम Cj Zj का मूल्यांकन करेंगे और तब हम इस रेखा को खींचकर तालिका को पूरा करते हैं अब औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान है जो 0 है इसलिए मैं गुणा करता हूं जो 0 है इसलिए हम इस तालिका को इस तरह पूरा करते हैं अब औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 0 है और Cj Zj मान 4 हैं अबसबसे बड़े Cj Zj के साथ नॉन - बेसिक वरीयब्लेस को ज्ञात करें दो मूल चर X3 और X4 हैं वहा Cj Zj 0 हैं बेसिक वरीयब्लेस हमेशा Cj Zj 0 रहेंगे नॉन - बेसिक वरीयब्लेस में नॉन 0 मान होंगे अब दो गैर मूल चर X 1 और X 2 हैं जो समाधान में नहीं हैं वे 0 पर हैं इसलिए Cj Zj 10 और 9 हैं सबसे पॉजिटिव Cj Zj वाला नॉन बेसिक वैरिएबल खोजें तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यह चर X 1 है जिसमें Cj Zj सबसे अधिक है इसलिए चर X 1 समाधान में आता है अब जब यह समाधान में आता है तो इसे X 3 और X 4 से बदलना होगा क्योंकि समाधान में केवल दो चर हो सकते हैं दो समीकरण हैं इसलिए समाधान में केवल दो चर हो सकते हैं अब यह किसकी जगह लेता है यह पता लगाने के लिए कि यह किसकी जगह लेता है हम इस की गणना करते हैं जिसे थीटा Ɵ कहा जाता है तो बस इस लाइन को ड्रा करें और यहां Ɵ लिखें और फिर यह Ɵ इस 21 और यह 3 3 के बीच का अनुपात है उस चर से मेल खाती है जो प्रवेश कर रहा है तो 213 यह आपका पहला है इसलिए 213 7 और 244 जो 6 है और छोटे θ Ɵ जो 6 है उसको लेते है आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब आप यह विभाजन करते हैं तो भाजक 0 या नकारात्मक नहीं हो आप महसूस करेंगे कि अंश 0 या सकारात्मक होगा और अधिकांश समय यह सकारात्मक होगा अंश दाहिने हाथ की ओर का मान ऋणात्मक नहीं होगा लेकिन वो भाजक जो यहाँ से प्राप्त होता है वह 0 या ऋणात्मक हो सकता है जब हमे एक भाजक के रूप में 0 या ऋणात्मक है हम उस मान का मूल्यांकन नहीं करते हैं अब इस समय अंश और भाजक दोनों सकारात्मक हैं इसलिए हमें 6 और 6 मिला है जो यहाँ दिखाया गयी लिमीटिंग वैल्यू है तो चर X 4समाधान से बाहर चला जाएगा और चरX 1 समाधान में आ जाएगा तो यह सिम्प्लेक्स तालिका का एक पुनरावृत्ति है अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने पहले से ही यहाँ एक ही परिवर्तन लिखा है और मैंने इन काली रेखाओं का उपयोग करके अगली तालिका तैयार की है तो अब हम जानते हैं कि यह वह चर है जो समाधान में आ रहा है X 1 वह चर है जो समाधान में आ रहा है X 4 वह चर है जो समाधान को छोड़ रहा है X 1 वह चर है जो समाधान में आ रहा है इसलिए मैं आगे क्या करता हूं मैं X 3 और X 1 को मूल चर के रूप में लिखता हूं X 1 समाधान में आ रहा है और यह X 4 की जगह ले रहा है इसलिए मैं X 3 और X 1 को इस समाधान में X 4 के स्थान पर लिख रहा हूं और जैसे ही X3 और X1 लिखते हैं अगली चीज जो मुझे करनी है वह लिखना X3 और X1 और जैसे ही X3 और X1 लिखते हैं तो मैं 0 और 10 लिखता हूं 10 X 1 के लिए औब्जैकटिव फ़ंक्शन का गुणांक है अब मैं क्या करता हूं यह अंश जो 4 है जिसे मैंने एक अलग रंग में दिखाया है यह छोड़ने वाले चर X 1 और प्रवेश करने वाले चर X 4 के बीच इंटरसेक्शन अंश है और यह 4 मुख्य तत्व है और इसे पिवट एलिमेंट कहा जाता है यह X4 रो इसे पिवट रो है इसे पिवट एलीमेंट कहा जाता है तो अब पिवट रो ले लो और पिवट रो के प्रत्येक तत्व को पिवट तत्व से विभाजित करें तो 44 1 है 34 34 है 04 0 है ¼ 14 है और 244 6 है आप यह भी देखेंगे कि आपके पहले ही इस 6 को वापस कर चुके हैं और वही 6 आएंगे क्योंकि यह 244 भी 6 है तो हमारे पास अब X1 के संदर्भ में पिवट रो को फिर से लिखा गया है अब हमें X3 के संदर्भ में इसे फिर से लिखना होगा अब ऐसा करने के लिए हम कुछ पंक्ति संचालन करते हैं जैसा कि हम समीकरण को हल करने के गॉस जॉर्डन विधि या मैट्रिक्स को इनवर्ट में करते हैं अब ये पंक्ति संचालन क्या हैं अब हमने महसूस किया कि यदि X 3 और X 1 हमारे समाधान का प्रतिनिधित्व करते है और हमने X 3और X 4 के साथ आइडैनटिटि मैट्रिक्स को देखा है अब यहाँ X 3औरX 1हमारे समाधान का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए हमारे पास इस X 3 के तहत एक आइडैनटिटि मैट्रिक्स होना चाहिए और इस X 1 के तहत एक आइडैनटिटि मैट्रिक्स होना चाहिए तो मेरे पास यहां 1 होना चाहिए और मेरे पास यहां 0 होना चाहिए ताकि मुझे आइडैनटिटि मैट्रिक्स के तहत मिल सके इसलिए इस स्थिति में 0 प्राप्त करने के लिए अब मैं पिछले को देखता हूं जो 3 है यहां 1 है इसलिए 3 0 देगा इसलिए मैं जो कर रहा हूं मैंने 0 डाल दिया है जो 3 0 है अब मैं दोहराता हूं 3 3 x 34 3 94 ¾ जो 34 है अभी यहां यह 1 1 01 है इसलिए मुझे 1 मिलेगा यहां यह 0 3 x ¼ है जो 34 है मुझे 34 21 जो 3 मिलता है तो एक बार फिर से इस पंक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे यहां 0 की आवश्यकता है इसलिए मैं पिछले तत्व 3 0 बार देखता हूं तो 3 3 x ¾ 3 94 34 है 1 1 है 0 3 x ¼ 0 34 34 21 21 18 3 है इसलिए अब हमारे पास X 3 3 X 1 6 का समाधान है अब हम Cj Zj को z 1 लिखते हैं 10 इसलिए 0 है z 2 0x 34 10x 34 304 है तो 9 304 364 304 जो 64 है जो 32 को सरल बनाता है C3 Z3 Z3 0 है इसलिए 0 है Z4 0x 34 10x 14 है जो 104 या 52 है तो 0 5 2 52 है और औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान है जो 60 है इसलिए हम अब सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म का दूसरा पुनरावृत्ति पूरा कर लिया है जहां अब हमारे पास X 1 6 X 3 3 के साथ Cj Zj 6 औब्जैकटिव फ़ंक्शन मान 60 के साथ एक समाधान है अब हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन को और बढ़ाना चाहते हैं और हमें महसूस होता है कि मूल चर बेसिक वरीयब्लेस Cj Zj 0 है केवल X 2 की सकारात्मक वैल्यू है इसलिए सबसे सकारात्मक गैर मूल चर नॉन बेसिक वरीयब्लेस के साथ सबसे सकारात्मक Cj Zj को एंटर करें अब हमें यह पता लगाना है कि X 2 ने X 3 को प्रतिस्थापित किया है या X 1 को यह पता लगाने के लिए कि कौन सा इसे बदलता है 3 34 बदलता है जो 4 है 6 43 है जो 8 है या 6 34 जो 8 है 6x 43 जो 8 है सीमित मान 4 है इसलिए चर X 2 अब चर X 3 को बदल देगा और फिर हम तीसरे पुनरावृत्ति की ओर बढ़ते हैं जो यहां दिखाया गया है और तीसरी पुनरावृत्ति में वेरिएबल X 2 ने वेरिएबल X 3 की जगह ले ली है तो अब हम लिखते हैं कि इस X 2 ने X 3 को बदल दिया है इसलिए बेसिक वरीयब्लेस X 2 और X 1 हैं अब जब मूल चर X 2 और X 1 हैं तो औब्जैकटिव फंकशन गुणांक का मान क्रमशः 9 और 10 हैं अब यह पिवोट रो है अब यह आपकी पिवोट तत्व है और यह मेरी पिवोट रो है इसलिए जैसे हमने पिछली बार सब कुछ पिवोट तत्व से विभाजित किया था तो हमें 0 34 0 340 341 मिलता है 134 43 है 34 34 1 है 3 34 4 है अब मेरे पास यहाँ 1 है क्योंकि मेरे पास X2 है यह 1 0 होना चाहिए और यह 0 1 होना चाहिए मुझे इस स्थिति में 0 की आवश्यकता है अब मुझे इस स्थान में 0 की आवश्यकता है अब इस स्थिति में 0 प्राप्त करने के लिए मेरे पास आइडैनटिटि मैट्रिक्स होगी X 2 और X 1 के अनुरूप इसलिए 1 0 0 1 मुझे इस स्थिति में 0 की आवश्यकता है तो मैं पिछले मूल्य पर वापस जाता हूं जो 34 है इसलिए 34 34 X1 0 है इसलिए 1 34 x0 1 होगा तो मैं इसे दोहराता हूं और मुझे मिलता है तो 1 34 x0 1 है 34 34 x1 0 है 0 34 x 43 - 1 है और 14 34 x 1 14 34 है जो 1 है 6 34 x 4 है जो 3 है तो हमारे पास अब एक समाधान X2 बराबर 4 है X1 3 के बराबर अब हम Cj Zj की गणना करते हैं इसलिए पहले एक 10 है इसलिए 0 है दूसरे के लिए 9 है 0 तीसरे के लिए 9x 43 363 जो 12 है 2 है 2 है और आख़री मे 9x के लिए 9 है 10x1 10 1 है और औब्जैकटिव फंकशन का मान 3630 66 है जो 66 है अब हम देखते हैं कि क्या हम दूसरे चर में प्रवेश कर सकते हैं मूल चर का मान 0 है X1 और X2 गैर मूल चर का नकारात्मक मान है हम एक चर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हैं तो एल्गोरिथ्म का समाधान X1 3 X2 4 औब्जैकटिव फ़ंक्शन66 के साथ समाप्त करता है इसलिए हमने अब समस्या को सरल तालिका के रूप में पूरा किया है जो हमें एक जैसा ही समाधान देता है सिम्प्लेक्स टेबल के अन्य पहलुओं को हम बाद की कक्षाओं में देखेंगे